सुप्रभात मित्रों पिछली क्लास में हम टेल वॉल्यूम रेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरप्लेन में पर्याप्त स्टैटिक स्टेबिलिटी है हमने यह भी महसूस किया कि विंग और टेल के लिए अलग अलग भूमिकाएँ हैं विंग के पास वेट को संतुलित करने के लिए लिफ्ट का उत्पादन या लिफ्ट के लिए मैन्युवर की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है हालांकि हॉरिजॉन्टल टेल इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पर्याप्त रीस्टोरिंग मोमेंट का उत्पादन करना है ताकि यह स्टैटिकली स्टेबल हो और निश्चित रूप से डायनामिकली भी स्टेबल हो उस संबंध में हमें एहसास होता है कि अगर मैं Cm वर्सेस α की प्लॉट रचता हूं तो यदि यह मेरा αtrim है जो CLtrim से मेल खाता है जिसे CLdesign कहते हैं मैं इस तरह से विज़ुअलाइज कर सकता हूं और ट्रिम में इस स्लोप को हम Cm∂α कहते हैं मैं इसे Cm वर्सेस CL के माध्यम से विज़ुअलाइज कर सकता हूं जहां यह सीधे CLdesign है और संतुलन पर यहां स्लोप माइनस स्टैटिक मार्जिन है इसलिए अगर मुझे पता है कि मुझे क्या CLdesign की तलाश है जो उदाहरण के लिए क्रूज के लिए CLdesign होगा CLdesignCD0K यह हो सकता था CLdesign2WSV2 स्थिति पर निर्भर करते हुए तो एक बार मुझे पता है कि मैं कौन से CL पर उड़ने जा रहा हूं कृपया समझें जब मैं CLdesign लिखता हूं और अगर मुझे अपने ज्यादातर ऑपरेशन का पता है तो यह वही है जिसके लिए मैं लक्ष्य कर रहा हूं इसलिए मैं हमेशा एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन करूंगा कि मैं किसी भी एलीवेटर को डिफलेक्ट किए बिना एयरप्लेन को ट्रिम करने में सक्षम रहूं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं मूल रूप से CLdesign1 के लिए अपने प्लेन को यहां डिजाइन करता हूं अगर मैं इस CL पर उड़ना चाहता हूं फिर मुझे एलीवेटर डिफ्लेक्शन देना चाहिए ताकि यह नेगेटिव मोमेंट गिना जाए तो इसका मतलब है मुझे एलीवेटर अप देना होगा ठीक है जिस मोमेंट आप एलीवेटर अप या एलीवेटर डाउन के साथ एक एयरप्लेन को ट्रिम करने की कोशिश करते हैं आप ड्रैग पेनल्टी दे रहे हैं इसलिए यदि ज्यादातर समय मैं विशेष रूप से CLdesign पर एयरप्लेन उड़ाने जा रहा हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि Cm वर्सेस CL ट्रेंड का पालन करते हैं बिना एलीवेटर लगाए जहां मुझे पता है कि स्लोप है CmCL SM और मान लेते हैं कि हम स्टैटिक मार्जिन को डिजाइन करते हैं उन एयरोडायनामिक अनुमानों पर मुझे किस लेवल के विश्वास के आधार पर लगभग हम 5 से 15 प्रतिशत रखते हैं अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वह यह है कि पूरे एयरक्राफ्ट का Cm∂α टेल की प्राथमिक जिम्मेदारी और CLdesign यह विंग की प्राथमिक जिम्मेदारी है लेकिन फिर यह सवाल आया कि मैं विंग का पता कहां लगाऊं और कॉन्बिनेशन में टेल का पता कैसे लगाऊं तो इन दोनों कंडीशनस कि Cm∂α 0 और 5 से 10 प्रतिशत के भीतर स्टैटिक मार्जिन संतुष्ट है यही हमारा उद्देश्य है और यह उपचार शुद्ध रूप से एक कांसेप्चुअल स्टेज पर होगा हम थोड़ा एक्सप्रेशनस का उपयोग करेंगे तो उद्देश्य यह है कि मैं विंग और टेल का पता लगाता हूं ताकि इसमें डिजाइन के अनुसार स्टैटिक मार्जिन डिजाइन और ट्रिम डिजाइन हो मेरा मतलब है CLtrim ठीक है यही हमारा उद्देश्य है अब हम अपने एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी और कंट्रोल क्लास पर वापस जाते हैं जो हमने किया है और इससे पहले कि मैं कुछ भी उपयोग करूं मुझे याद है अगर यह विंग है हमने विंग सेटिंग एंगल iw नाम से कुछ परिभाषित किया और इसी तरह हमने टेल सेटिंग एंगल it नामक कुछ को परिभाषित किया है कन्वेंशन के अनुसार यह पॉजिटिव है और यह it डाउन नेगेटिव है ठीक है फिर यदि मैं विंग के लीडिंग एज से रेफरेंस डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं तो यह कहीं XCG है तो अधिक सटीक कहने के लिए यह XCG है और कहीं यह Xac होगा जब भी हम XCG और Xac लिख रहे होते हैं तो सभी लीनियर डाइमेंशंस मीन एयरोडायनेमिक कॉर्ड द्वारा नॉन डाइमेंशनलाइज्ड होते हैं इन सभी चीजों को हम जानते हैं और यदि आप हमारे उद्देश्य को याद करते हैं अगर मैं एक विशेष CL पर उड़ना चाहता हूं मान लेते हैं 02 और स्टैटिक मार्जिन मुझे 15 प्रतिशत की आवश्यकता है यहां स्लोप माइनस 015 है जिसका अनिवार्य रूप से यह वैल्यू 003 होना चाहिए ठीक है जीवन को सरल बनाने के लिए क्योंकि यह ग्राफ़ आधारित है CmCmatCL0CmCLCL एक कांसेप्चुअल स्टेज पर आपको CmatCL0 के माध्यम से विज़ुअलाइज करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है यह एक एप्रोक्सीमेशन के रूप में बेहतर है आप इस तरह से विज़ुअलाइज करने की कोशिश करेंगे CmCm0Cmα इसलिए यदि आप Cm वर्सेस CL देखते हैं तो यह CmatCL0 003 की मांग करता है आप हमेशा 0 के बराबर अल्फा पर पता लगा सकते हैं यह एक कैंबर्ड एयरोफॉयल था यदि यह सिमैट्रिक एयरोफॉयल है तो यह पॉइंटCmatCL0 के साथ साथ Cmat α0 है कृपया समझें एक कांसेप्चुअल स्टेज पर हम Cm के विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं यह मानते हुए कि सब कुछ लीनियर है इसलिए यदि यह 003 है तो आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि Cmat α0 की कॉरस्पॉडिंग वैल्यू क्या है वास्तव में मैं अनुरोध करूंगा कि एक कांसेप्चुअल स्टेज पर आप इसका बेहतर उपयोग करें कुछ अंतर होंगे लेकिन यह आपको एक अच्छा कांसेप्चुअल कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करेगा और एक बार जब आप इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आप CmatCL0 का विस्तार करने के लिए जाते हैं ऐसी सभी चीजें जिन्हें आपको मॉडिफाई करना चाहिए और यदि मैं इसका पालन करता हूं जो है CmCm0Cmα तब आप याद करोगे कि Cm0WCmacWCLOWXCGac XacW CmαWCLαWXCGac XacW यह इस Cm0 के लिए विंग योगदान है ठीक है इसलिए मुझे इसे मिटाने देताकि आप कंफ्यूज न हों तो हम इसे इस तरह लिखते हैं उदाहरण के लिए मुझे 0025 नामक की आवश्यकता है अगर मैं Cm0 को 0025 होने का अनुरोध करता हूं तो एक डिजाइनर के लिए इसका मतलब है कि Cm0ac002S Cm0WCm0tCm0f कांसेप्चुअल स्टेज पर हम कहेंगे कि यह सज्जन 0 है यदि मैं Cm0ac देखना चाहता हूं तो मैं अपने जीवन को सरल बना सकता हूं मुझे यह जानने की जरूरत है कि Cm0W क्या है और Cm0W Cmac विंग है और इन वैल्यूज़ को मैं जानता हूं क्योंकि मैंने एक एयरोफॉयल चुना था जिस मोमेंट मैं एक एयरोफॉयल को चुनता हूं कैम्बर्ड एयरोफॉयल मुझे पता है कि Cmac 0 से कम है मान लीजिए कि वैल्यू माइनस 0045 है अब CL0 W मुझे भी पता है क्योंकि मैंने एक एयरोफॉयल चुना है लेकिन अब यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं विंग के ac का पता कैसे लगाऊं एयरप्लेन का रिजर्व CG ठीक है पूरी समस्या यह है कि शुरू में आपको CG लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत विचार हो सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लोंगिट्यूडनली अलग अलग सिस्टमस के लेआउट क्या होते हैं और आमतौर पर यह लगभग 40 से 42 प्रतिशत होगा आप ऐतिहासिक डेटा देख सकते हैं अब सवाल यह है कि मैं विंग कैसे लगाऊं मैंने इसे कुछ इस तरह रखा लेकिन ac प्रमुख है या ac समस्या के पीछे है जैसे ही आप विंग को शिफ्ट करेंगे CG भी बदल जाएगी इसलिए बहुत अधिक आईट्रेशन चलती है तो यह एक ऐसा एरिया है जिसे आईट्रेशन की आवश्यकता है और जहाँ तक Cm0t का संबंध है यदि आपको याद है कि यह दिया गया है Cm0tηVHCLαt0iW it और Cmαt ηVHCLαt1 ∂ϵ∂α इसलिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहां लिखता हूं तो यह स्पष्ट होगा कि इन एक्सप्रेशनस को कैसे मैनेज किया जाए तो मुझे लिखने दो कि Cm0acCmacWCL0WXCGac XacWηVHCLαt0iW it CmacCLαWXCGac XacW ηVHCLαt1 ∂ϵ∂α पहला ऑर्डर एप्रोक्सीमेशन मैं इस प्रकार लिख सकता हूं ∂ϵ∂α2CLαWπARe यह वैल्यू 03 के आसपास आ सकता है कभी कभी 04 बहुत बड़ा होता है तो आपको टेल का पता लगाना होगा जो अंतिम डिजाइन में होंगे आइए हम यहां फोकस न बदलें हमारा उद्देश्य क्या है यदि यह मेरा αtrim है और यह Cmat α0है तो मुझे इसकी आवश्यकता है फिर मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं विंग और टेल इस तरह से बिछाता हूं कि मुझे न केवल यह स्लोप यहां मिलता है स्लोप Cmα है लेकिन हमने CmCL के साथ शुरुआत की है तो आप हमेशा यह जान सकते हैं कि CmCLCm∂α1CL∂α इसलिए यदि हम माइनस 15 प्रतिशत के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये वैल्यू माइनस 015 और CLα लगभग 5 है तो आप जानते हैं किCm∂α 075 के बराबर होगा तो यह अनुवाद करना बहुत आसान है ठीक है इसलिए मैं Cm वर्सेस α में बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि αtrim जिसे मैं CLtrim से जानता हूं ठीक है तो मुझे Cmat α0 की आवश्यकता है मान लीजिए कि मैंने कुछ 0025 के साथ शुरुआत की आइए हम एक संख्या लेते हैं और कहते हैं कि Cm0 5 है एक नया नंबर लें तो इसका मतलब है कि यह पूरा सज्जन 005 के बराबर होना चाहिए ठीक है वह Cm0 एयरक्राफ्ट के लिए है कृपया समझें मैं Cm वर्सेस α के साथ काम कर रहा हूं तो Cmat α0 005 है जो Cmat CL0 के समान नहीं होगा लेकिन हम जानते हैं कि जो भी Cmat CL0 की आवश्यकता है हम लगभग Cmat α0 का पता लगा सकते हैं क्योंकि हम α 0 पर जानते हैं वहाँ कुछ Cm है इसलिए हमने वह दिखाया है तो आइए हम इस तरीके से काम करें कांसेप्चुअल स्टेज पर यह हैंडलिंग का सरल तरीका है यह बहुत अधिक गलती नहीं करता है इसलिए यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं अगर मैं कैंबर्ड एयरोफॉयल लगाता हूं तो यह आदमी माइनस 0025 से माइनस 008 के ऑर्डर का होगा यदि आप माइनस 01 लेते हैं अगर हम बहुत ऊँचा कैंबर्ड एयरोफॉयल लेते हैं तो वैल्यू इस माइनस 01 की ओर शिफ्ट हो जाएगा इसलिए यह बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नोज डाउन मोमेंट है इसलिए यदि आप Cm0ac पॉजिटिव चाहते हैं तो आपको इसे नलिफाइ करना होगा मुझे एक चरम उदाहरण लेना चाहिए यदि यह माइनस 01 है और यदि आपको 005 की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से योगदान माइनस 015 होना चाहिए ठीक है यह पॉजिटिव योगदान होना चाहिए यह माइनस 01 है और यह योगदान है अगर यह प्लस 015 हो जाएगा तो कुल 005 हो जाएगा अब सवाल यह है कि मुझे इन दो एक्सप्रेशनस का उपयोग करके इतना बड़ा कॉन्पोनेंट कैसे मिलेगा आपके पास क्या विकल्प हैं हम जानते हैं कि CL0 पॉजिटिव है कोई समस्या नहीं है यह तब तक एक पॉजिटिव योगदान देगा जब तक यह अंतर पॉजिटिव है और यह अंतर पॉजिटिव है यदि आप हमारे चित्र को यहां से देखते हैं जहां यह है लेकिन यह CG है कहीं न कहीं यह ac है यदि यह XCGac XacW को पॉजिटिव होना है तो इसका अर्थ है कि विंग का ac CG के आगे होना चाहिए ठीक है लेकिन अधिक से अधिक आप CG के आगे विंग का ac लगाते हैं एयरक्राफ्ट का Cmα यदि मैं CG के आगे विंग का ac लगाता हूं तो क्या होगा यहां देखें फिर यह पॉजिटिव हो जाता है और यह पॉजिटिव हो रहा है Cm नॉट पॉजिटिव मिलने में मदद कर रहा है लेकिन जिस क्षण यह पॉजिटिव हो जाता है यह पहला शब्द जो विंग से आ रहा है जो पॉजिटिव हो जाता है और विंग पॉजिटिव के Cmα का अर्थ है कि यह डीस्टेबलाइज़ हो रहा है ठीक है इसलिए इस तरह का संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है अगर मैं यहां वापस जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं CG के आगे विंग की ac नहीं ले जाऊंगा बाकी मैं टेल से कंपनसेट करूंगा इसलिए Cm नॉट टेल मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि यह Cm0 एयरक्राफ्ट पॉजिटिव बनाने में कैसे मदद कर सकता है आप देखते हैं अगर मैं Cm नॉट टेल एक्सप्रेशन देखता हूं तो यह eta Vh में एप्सिलॉन नॉट प्लस I w माइनस i t है ठीक है तुम्हें पता है यह है VHStScltc lt टेल के ac और एयरप्लेन के CG के बीच की दूरी है इन सभी चीजों को हम जानते हैं लेकिन यहां देखें कि क्या यह एक कैंबर्ड एयरफॉयल है कैंबर्ड एयरफॉयल के लिए एप्सिलॉन नॉट है 02CL0πARe लगभग इसलिए यह सज्जन एक पॉजिटिव संख्या होगी ठीक है यदि यह अधिक कैंबर्ड है तो यह ε0 अधिक पॉजिटिव होगा लेकिन अधिक कैंबर्ड का मतलब है कि Cmac भी बड़ा नेगेटिव होता जा रहा है और फिर आपके पास iw माइनस it है संदेश है जब तक आप iw माइनस it को 0 से अधिक रखते हैं यह आपको पॉजिटिव Cm0 देगा और आप VH के वैल्यू को बढ़ाकर इसे बड़ा कर सकते हैं इसलिए अगर मैं टेल वॉल्यूम रेशों बढ़ाता हूं और अगर मैं इस अंतर को बढ़ाता हूं तो Cm0 एयरक्राफ्ट अधिक से अधिक पॉजिटिव हो जाएगा तो डिजाइन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है अगर मेरे पास यहां एक विंग है और यहां टेल है तो मैं एयरक्राफ्ट में Cm0 योगदान बढ़ा सकता हूंपहले मामले को कहकर मैंने iw को 0 के बराबर रखा और चलिए कहते हैं कि यह सिमेट्री है तो ε0 0 इसलिए इस एक्सप्रेशन में यदि आप देखते हैं कि यह आदमी 0 पर जाता है तो टेल से Cm0 पॉजिटिव पाने का एकमात्र तरीका it को नेगेटिव बनाना है ठीक है अगर मैं it नेगेटिव बनाता हूं तो यह आदमी पॉजिटिव हो जाएगा तो समाधान आप यह कर रहे हैं तो मैं कैसे विंग बिछा रहा हूं कोई विंग सेटिंग एंगल नहीं हालाँकि कुछ टेल सेटिंग एंगल भी है इसका मतलब है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं देखिए मैं टेल सेटिंग एंगल लगाता हूं आइए हम 3 डिग्री कहते हैं ठीक है मैं नेगेटिव टेल सेटिंग एंगल नहीं देता मैं पॉजिटिव टेल सेटिंग एंगल देता हूं लेकिन यह एंगल 1 डिग्री है क्या आप इसे देखते हैं फिर iw माइनस it यह भी पॉजिटिव होता जा रहा है मैं आपका Cm0 पॉजिटिव उत्पन्न कर सकता हूं यह महत्वपूर्ण है आप महसूस करेंगे कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जहां यह पॉजिटिव है टेल के कारण टेल पर इंड्यूस्ड ड्रैग को कम करने में मदद करेगा जिसकी मैंने आपके परफॉर्मेंस कोर्से में चर्चा की है लेकिन ज्यादातर आप पाएंगे कि यह एक पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन है और अधिक निश्चित रूप से पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन है यदि आप एक सेटिंग एंगल नहीं दे रहे हैं यदि यह CG है तो आप एयरप्लेन के CG के थोड़ा सा आगे कैंबर्ड एयरोफॉयल विंग ac लगाते हैं और आप कुछ सेटिंग एंगल देते हैं हो सकता है माइनस 1 से माइनस 6 डिग्री है 6 उच्च पक्ष पर है CG के आगे मुझे ac कितना लगाना चाहिए यह जानने के लिए हम एक बार प्रयास करेंगे जिस क्षण मैंने CG के आगे विंग की ac लगाई स्टेबिलिटी प्रभावित हो जाती है इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं जिस मार्जिन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूं वह स्टैटिक मार्जिन है इसलिए मुझे यह टेल एरिया विंग एरिया सुनिश्चित करना चाहिए टेल लोकेशन मुझे न्यूट्रल पॉइंट देने के लिए पर्याप्त है जहां मुझे डिज़ायर्ड स्टैटिक मार्जिन प्राप्त होता है और अगर हम याद करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन है XNPXacWc CmαfCLαWηVHCmαtCLαW1 ∂ϵ∂α जहां ∂ϵ∂α2CLαWπARe तो अब आपको ये तीन चीजें मिल गई हैं या वास्तव में आप देखते हैं कि एक और दो पर्याप्त हैं आपको विंग सेटिंग एंगल टेल सेटिंग एंगल की भिन्नता के साथ एक और दो के बीच आईट्रेट करना होगा फिर टेल वॉल्यूम रेशों बहुत महत्वपूर्ण है आप VH से शुरू करते हैं 05 से शुरू करते हैं 10 तक चलते हैं जिससे आईट्रेशन होती है ताकि संतुष्ट करने की कंडीशन Cm0 Cm0design हो मान लें कि विशिष्ट वैल्यू 005 है और CmCLXCG XNP अगर मैं 15 प्रतिशत स्टैटिक मार्जिन डिजाइन एयरक्राफ्ट कर रहा हूं तो यह माइनस स्टैटिक मार्जिन होना चाहिए जो माइनस 015 होगा तो यह क्या है मैं 1 और 2 को आईट्रेट करता हूं और इन दो स्थितियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं फिर मुझे iw 0 के साथ विभिन्न कांबिनेशनस मिलेंगे बिना iw सिमैट्रिक एयरफॉयल कैंबर्ड एयरफॉयल टेल सेटिंग एंगल वह सभी डेटा उत्पन्न होंगे इसके पीछे सिद्धांत है अगली क्लास में एक बार जब आप इस सिद्धांत को जान लेते हैं तो अब हम एक डिज़ाइनर को बताएंगे कि वह किस तरह से नंबर उठाता है ठीक है जैसे VH 05 से 08 होना चाहिए ऐतिहासिक ट्रेंड क्या है और अगर मैं VH 05 से 08 कहता हूं तो आपको तुरंत हां कह देना चाहिए इन दो कंडीशनस को संतुष्ट करने के लिए क्या किया गया है तो उन संख्याओं का आपके लिए एक अर्थ होगा यही कारण है कि मुझे लगा कि मैं इसे जल्दी से रिवाइज करूंगा और आपको तैयार करूंगा ताकि कल जब मैं चर्चा करूं कि कोई डिजाइनर उन नंबरों को कैसे चुनता है उदाहरण के लिए डिजाइनर कहेंगे कि मैं VH को लगभग 06 या 08 के साथ शुरू करने के लिए लेगा तब वह एक सवाल पूछेगा मैं lt टेल मोमेंट आर्म को कैसे जान सकता हूं क्योंकि CG स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है तो उन सभी संख्याओं फ्यूज़लेज लेंथ का 70 प्रतिशत फ्यूज़लेज लेंथ क्या होगी वे सभी चीजें स्टैटिसटिकल परिणामों पर आधारित नहीं हैं इसलिए जिन चीजों पर मैं कल चर्चा करूंगा ताकि एक कांसेप्चुअल स्टेज पर आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकें और फिर अंत में आप एक बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर सकें इसलिए आज इस लेक्चर का उद्देश्य था आपको वार्म अप करना अब हम एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव के माध्यम से इसका उपयोग करने जा रहे हैं